नमस्कार टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर कोर्स के 19वें व्याख्यान में आपका स्वागत है आज के विषय की चर्चा सॉलिड लिक्विड फ्लो के बारे में है ठीक है तो इस व्याख्यान के अंत में आप निम्नलिखित टॉपिक्स को समझेंगे आप सॉलिड लिक्विड स्लरी फ्लो की विभिन्न प्रवृत्ति और घटनाओं के लिए उनकी संगत स्थितियों को समझेंगे हम पाइप के अंदर होने वाले स्लरी फ्लो की प्रेशर ड्रॉप की गणना के लिए क्रियाविधियों की व्याख्या करेंगे हम लेमिनार और टुर्बुलेंट प्रवृत्ति में देखेंगे कि स्लरी प्रेशर ड्रॉप क्या होगा हम नॉन न्यूटोनियन स्लरी के लिए प्रेशर ड्रॉप व्यक्त करेंगे और अंत में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हिटेरोजीनियस स्लरी से निपटा जा सकता है और इससे संबंधित प्रेशर ड्रॉप की गणना की जा सकती है इस संदर्भ में हम 2 लेयर मॉडल पेश करेंगे ठीक है तो आइए पहले देखें कि यह सॉलिड लिक्विड फ्लो क्या है और इसको कैसे वर्णित किया जा सकता है सॉलिड लिक्विड फ्लो को मुख्य रूप से स्लरी फ्लो के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ठीक है तो स्लरी में आप लिक्विड में सॉलिड कणों के लटकाव का पता लगा रहे होंगे ठीक है अब सॉलिड और लिक्विड के मिश्रण का एक अलग प्रारूप हो सकता है जिसका अर्थ है कि यह होमोजीनियस मिश्रण हो सकता है यह हिटेरोजीनियस मिश्रण हो सकता है इत्यदि और कुल मिलाकर जब भी यह होमोजीनियस मिश्रण होता है तो उस पर निर्भर फ्लूइड के गुण हो सकते हैं जिसे हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन स्लरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं तो आइए सबसे पहले यह समझना शुरू करें कि स्लरी फ्लो के लिए विभिन्न विशिष्ट पैरामीटर क्या हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लरी फ्लो वेलोसिटी क्या है तो स्लरी फ्लो वेलोसिटी के मामले में हम वेलोसिटी को um के रूप में लिखते हैं जो कि मिश्रण की वेलोसिटी को दर्शाता है याद रखें कि यह वेलोसिटी होमोजीनियस मिश्रण के लिए है ठीक है तो यह वेलोसिटी को पाइप में लिक्विड वोलूमेट्रिक फ्लो रेट और सॉलिड के वोलूमेट्रिक फ्लो रेट के योग को पाइप क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल द्वारा विभाजित करके वर्णित किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि जो कि सॉलिड का वोलूमेट्रिक फ्लो रेट है और जो लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है जिसे A से विभाजित किया गया है जो कि आपका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल है ठीक है इसके तुरंत बाद हमें यह जानने की जरूरत है कि स्लरी में सॉलिड की सांद्रता क्या है तो सॉलिड की सांद्रता को हम के रूप में व्यक्त करें अतः एक सॉलिड की सांद्रता है इसे स्पष्ट रूप से सॉलिड फ्लो रेट और सम्पूर्ण फ्लो रेट के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है तो यहाँ सॉलिड फ्लो रेट है और सम्पूर्ण फ्लो रेट योग है ठीक है तो यह वास्तव में आपकी सॉलिड सांद्रता है इसी तरह से हम सॉलिड के मास फ्रैक्शन को परिभाषित कर सकते हैं तो मास फ्रैक्शन का अर्थ है यहाँ सॉलिड सांद्रता वोलुमटेरिक फ्रैक्शन के पद में है तो एक बार जब हम सॉलिड के मास फ्रैक्शन का पता लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस व्यंजक को उनके संबंधित डेंसिटी से गुणा करना होगा तो आप पाएंगे कि सॉलिड के मास को पूरे मास से विभाजित करने के लिए तो पूरा मास के अलावा और कुछ नहीं होगा ठीक है अब इसमें थोड़ा सा संशोधन अगर मैं इस को पूरे समीकरण से विभाजित करता हूं तो आपको पता चलेगा कि हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को आपके अल्फा के संदर्भ में बदल सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा 0 है और कुछ नहीं बल्कि आपकी सॉलिड सांद्रता है जैसी पहले बताई गई है तो आपको पता चल जाएगा कि यह व्यंजक होगा तो इस बाई योग से आपको यह मिल जाएगा तो हर और अंश दोनों को आपने बाई से भाग दिया ठीक है आगे अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि इस सॉलिड सांद्रता के निचले हिस्से में क्या है इसे हम मीन स्लरी डेंसिटी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं ठीक है तो मीन स्लरी डेंसिटी के बराबर होगा जब आपके सॉलिड डेंसिटी से गुणा होता है और जब आपकी सॉलिड सांद्रता योग है जो वास्तव में आपकी लिक्विड सांद्रता है को से गुणा किया जाता है ठीक है आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास स्लरी फ्लो हैं तो कौन से विभिन्न फ्लो प्रवृत्ति संभव हैं ठीक है तो हम बहुत कम लिक्विड वेलोसिटी से शुरू करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कंटूर के साथ शुरू करेंगे तो क्या पता चलेगा कि लिक्विड में सॉलिड के डिस्परशन के आधार पर स्लरी फ्लो प्रवृत्ति को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ठीक है इस से शुरू करते हुए जो होमोजीनियस फ्लो है यहाँ आप पाइपलाइन के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड का होमोजीनियस डिस्परशन हैं ठीक है तो हर जगह सॉलिड सांद्रता कमोबेश समान होगी ठीक है तो आप देखते हैं कि यहां पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे ठीक है तो अगर हम इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सॉलिड सांद्रता पाइपलाइन के अंदर सॉलिड सांद्रता स्थिर कर्व है तो इसका मतलब है कि हर जगह हमारे पास समान सॉलिड सांद्रता है ताकि आप इस होमोजीनियस फ्लो का लक्षण वर्णन करें ठीक है आगे यदि सॉलिड सांद्रता बढ़ती है तो आप पाएंगे कि कुछ मात्रा में सॉलिड निचे जम रहा है ठीक है इसलिए हम अलग अलग रेडियल स्थान पर अलग अलग सॉलिड सांद्रता के लिए जाते हैं अतः इसे हिटेरोजीनियस फ्लो कहते हैं योजनाबद्ध आरेख में हिटेरोजीनियस फ्लो के मामले में मैंने आपको यहां पाइपलाइन के निचले हिस्से में दिखाया है आप अधिक मात्रा में अल्फा s या सॉलिड सांद्रता का पता लगा सकते हैं जबकि ऊपरी हिस्से में हमारे पास बहुत कम मात्रा में सॉलिड सांद्रता है तो आप रेडियल दिशा के साथ साथ सॉलिड सांद्रता कर्व का पता लगा रहे होंगे तो आप पाएंगे कि जब भी हम नीचे जाते हैं तो यह बढ़ रहा है ठीक है इसके बाद देखते हैं कि जब भी हम मूविंग बेड के साथ फ्लो हैं तो इस मामले में आप पाएंगे कि पाइप लाइन के बेड पर किसी प्रकार का डेपोज़िशन है ठीक है पाइप लाइन के नीचे की तरफ सॉलिड जमा हो गया है और बेड बन गया है और बेड वास्तव में फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है ठीक है तो यहां आप पता लगा रहे होंगे और यह बेड जब भी गति कर रहा होगा आप पाएंगे कि यह प्रकृति में बहुत पतला है इसलिए यह समग्र फ्लो के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो आप यहाँ पर इसका पता लगा रहे होंगे यद्यपि हमारे पास प्रेसिपिटेशन हैं या सॉलिड पार्टिकल्स का बहाव नीचे की तरफ हैं लेकिन फ्लो के साथ कर्रिएर फ्लो लिक्विड फ्लो हैं आपको पता चल जाएगा कि यह सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है अगर हम सॉलिड सांद्रता का पता लगाते हैं तो हम इस तरह एक कर्व पाएंगे यहां हमारे पास समग्र पार्टिकल्स गतिमान हैं और यहां हम यह पा रहे हैं कि सॉलिड सांद्रता बहुत अधिक है लेकिन फिर भी वह गतिमान है ठीक है लेकिन यह इस उच्च सॉलिड सांद्रता की एक विशेषता पतली परत है ठीक है आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा अगर हम सॉलिड लोडिंग बढ़ाते हैं तब आपको पता चलेगा कि हमें स्थिर बेड के साथ फ्लो मिल रहा है अब क्या होगा आपको पता चलेगा कि नीचे पाइपलाइन में एक सॉलिड बेड है लेकिन इसकी मोटाई के कारण आपको पता चलेगा कि लिक्विड आने वाली स्लरी मिश्रण पूरी मात्रा में सॉलिड का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा ठीक है तो आप पाएंगे कि यह बेड कमोबेश जमा हुआ या स्थिर है ठीक है लेकिन अगर हम सॉलिड सांद्रता प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो यह पता चलेगा कि इसके तल पर बहुत अधिक सांद्रता है जो वास्तव में स्थिर है और यहाँ हमारे पास स्लरी गतिमान होगी ठीक है तो आप इसकी मोटाई का पता लगा सकते हैं जहां उच्च सांद्रता इस की तुलना में कहीं अधिक है जहां हमारे पास कम सांद्रता है तो यह 4 प्रवृत्ति हम आपके स्लरी पाइपलाइन के मामले में देख सकते है होमोजीनियस से शुरू होकर हिटेरोजीनियस फिर आपके मूविंग बेड और स्थिर बेड आइए देखने की कोशिश करते हैं अब हम इन फ्लो प्रवृत्ति को वेलोसिटी के आधार पर कैसे चिह्नित कर सकते हैं स्लरी की मीन वेलोसिटी और पार्टिकल व्यास क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जिन पर प्रवृत्ति निर्भर करेगा तो आइए यहां देखते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि एब्सीसा में हमने मीन स्लरी वेलोसिटी को लिया किया है और ऑर्डिनट में हमने सॉलिड पार्टिकल्स का आकार dp आलेखित किया है तो आप यहां पता लगा सकते हैं जब भी लिक्विड वेलोसिटी वास्तव में बहुत अधिक बढ़ रही है लिक्विड वेलोसिटी या आप कह सकते हैं कि काम आकर के सॉलिड कणों में हमेशा सॉलिड और लिक्विड का होमोजीनियस मिश्रण प्राप्त होगा जिसे होमोजिनियस फ्लो के रूप में वर्णित किया जा सकता है ठीक है तो इसका मतलब है कि वहां हम सॉलिड कणों और वहन करने वाली लिक्विड का डिस्परशन कर रहे हैं तो यदि कण का आकार छोटा हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें एक होमोजिनियस मिश्रण है दूसरी ओर यदि फ्लो वेलोसिटी भी अधिक है तो भी आप पाएंगे कि इसमें होमोजिनियस मिश्रण है अगला यदि आप सॉलिड कण का आकार बढ़ाते हैं जिसका अर्थ है कि कण यदि वे बड़े हो रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण की भूमिका होगी जो सॉलिड कणों को नीचे गिरने देगी और आपको पता चलेगा कि किसी प्रकार का नॉन होमोजिनियस मिश्रण है ठीक है या हम पाइपलाइन के अंदर हिटेरोजिनियस फ्लो कह सकते हैं तो यह हिटेरोजीनियस फ्लो वास्तव में बड़े आकार के कणों के लिए होता है ठीक है अब यदि हम और उच्च आकार वाले कण के लिए जाते हैं तो आप पाएंगे कि न केवल हिटेरोजीनियस फ्लो वास्तव में उसको संतुलित कर रहा है आप पाएंगे कि पाइपलाइन के बेड पर सॉलिड जमा हो रहा है और आपको पता चलेगा कि मूविंग बेड के साथ फ्लो हो रहा हैं ठीक है और जब भी समग्र मिश्रण की वेलोसिटी और कम हो रही है तो आप पा सकते हैं कि बेड मोटा और मोटा हो रहा है और अंत में बेड स्थिर हो जाएगा और आपको स्थिर बेड के साथ फ्लो मिल जाएगा तो स्थिर बेड के साथ फ्लो तब होता है जब कण का आकार बहुत अधिक हो या मिश्रण की वेलोसिटी बहुत कम हो ठीक है अब देखते हैं कि इस होमोजिनियस फ्लो को रियोलॉजिकल रूप से कैसे निपटाया जा सकता है ठीक है इसका मतलब है कि मिश्रण के गुणों का पता कैसे लगाया जाए सॉलिड लिक्विड फ्लो के लिए मिश्रण डेंसिटी का पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले ही डेंसिटी दिखायी है यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि मिश्रण की विस्कोसिटी का पता कैसे लगाया जाता है क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण रियोलॉजिकल पैरामीटर हैं जिनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है तो आइए हम सबसे पहले रियोलॉजिकल मॉडल देखते हैं जो मैं आपको न्यूटोनियन स्लरी के लिए दिखाऊंगा इसका अर्थ है होमोजीनियस लेकिन फिर भी फ्लूइड न्यूटोनियन के रूप में व्यवहार कर रहा है जिसका अर्थ है कि आपका शियर स्ट्रेस और स्ट्रेंथ एक दूसरे के समानुपाती है तो हम उस स्थिति में लिख सकते हैं कि आपकी विस्कोसिटी एक मॉडल का अनुसरण करती है प्रसिद्ध मॉडल जिसे थॉमस मॉडल कहा जाता है तो थॉमस ने 1965 में विस्कोसिटी का पता लगाने के लिए यह मॉडल दिया था उन्होंने जो प्रस्ताव दिया वास्तव में मिश्रण और लिक्विड की रिलेटिव विस्कोसिटी है इसका मतलब है कि यह रिलेटिव विस्कोसिटी वास्तव में आपके सॉलिड लोडिंग अल्फा s का एक फंक्शन है ठीक है तो एक बार जब हम यह पता लगा लेते हैं कि लोडिंग क्या है तो आपको का मान मिल जाएगा और एक बार जब मुझे वहन करने वाली लिक्विड विस्कोसिटी का मान पता चल जाएगा जो कि शुद्ध फ्लूइड होगा तो हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर मिश्रण की वेलोसिटी क्या है ठीक है इसलिए रियोलॉजी का पता लगाना अब उतना मुश्किल नहीं है तो अगला जैसा हमने आपकी गैस सॉलिड पाइपलाइन के मामले में किया है आइए हम भी ऐसा ही करें प्रेशर लॉस का पता लगाएं ठीक है जब भी हमारे पास स्लरी फ्लो होता है और आइए हम विचार करें कि पाइप में एक स्टेडी खंड है तो आइए अब हम आपके लिए क्रटिकल बातों के बारे में जानते हैं जैसे कि बेंड या कुछ t जॉइंट या ऐसा ही कुछ आइए मान लें कि हमारे पास सीधे गोलाकार पाइप हैं और हम प्रेशर लॉस का पता लगा रहे हैं अब देखते हैं कि अगर हम इसे आपके बेंड सेक्शन या ऐसे ही कुछ के लिए कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर ड्रॉप का एक फंक्शन यहां आता है जो कि Pft है जिसका हमने यहां पाइप फिटिंग के कारण प्रेशर ड्राप का उल्लेख किया है तो पाइप फिटिंग बेंड हो सकती है पाइप फिटिंग T जंक्शन या ऐसा ही कुछ हो सकता है तो वे एम्पिरिकल संबंध पहले से ही हैं जिनके माध्यम से हम पाइप फिटिंग के मामले में प्रेशर ड्रॉप का पता लगा सकते हैं तो मैं पाइप फिटिंग प्रेशर ड्रॉप के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा लेकिन आइए देखें कि इसके अन्य भाग क्या हैं तो अन्य भागों के रूप में हम जानते हैं कि स्टेडी स्लरी फ्लो में फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप होगा और साथ ही हमारे पास ब्योयांसी प्रेशर ड्रॉप या ग्रेविटेशनल प्रेशर ड्रॉप होगा तो ग्रेविटेशनल प्रेशर ड्रॉप बहुत सरल है हम मीन स्लरी डेंसिटी जानते हैं जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि कैसे इसकी गणना की जाती है तो यह होगा तो एक बार जब हम मीन स्लरी डेंसिटी गुणा g जान लेते हैं और फिर पोटेंशियल हेड जो पाइपलाइन में वास्तव में पाइपलाइन के अंदर घटित हो रहा है तो वह पोटेंशियल हेड या ब्योयांसी हेड दे रहा होगा ठीक है इसलिए हम मुख्य रूप से फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप में रुचि रखते हैं तो Pf तो हम सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप है तो आप इस व्यंजक में देखते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहा है तो और सहित अन्य सभी पैरामीटर ज्ञात होंगे ठीक है लेकिन केवल अज्ञात f ही होगा तो इस डेरिवेटिव का मुख्य लक्ष्य यह दिखाना है कि f की गणना कैसे की जा सकती है तो आइए देखें कि f की गणना कैसे की जा सकती है लेकिन जाने से पहले आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि मिश्रण वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है सबसे पहले लेमिनार से शुरू होंगे ठीक है तो फिर जल्दी से टुर्बुलेंट के लिए जा रहे होंगे तो सबसे पहले लेमिनार स्लरी के साथ दिखाया जाएगा तो लेमिनार स्लरी के मामले में आप का पता लगा रहे होंगे जो कि मिश्रण का वोलूमेट्रिक फ्लो रेट के अलावा और कुछ नहीं है तो जोकि विशेष रेडियल लोकेशन पर अक्षीय वेलोसिटी है तो इसे और dr में गुणा किया जाएगा तो वास्तव में वृत्ताकार r है और dr से गुणा किया गया है जो वास्तव में इनफाईनाईटेसिमल छोटा गोलाकार वलय है और यदि हम इसे 0 से D 2 व्यास में इंटीग्रेट करते हैं तो आपके समग्र पाइप क्षेत्र को से गुणा किया जाएगा जो कि रेडियल लोकेशन पर निर्भर है तो हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिल रहा होगा ठीक है तो अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं क्योंकि यहां हमारे पास r है यहाँ भी हमारा v r का फंक्शन है तो हमें dr माइनस का इंटीग्रेशन मिलेगा जिसकी लिमिट 0 से D2 तक है अब यदि आप यहां पहले पद के लिए आते हैं तो आप देखते हैं कि यह vy V गुणा dr के रूप में आ रहा है जो 2 है और अब लिमिट 0 से D 2 है यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि V D 2 पर 0 हो जाएगा और r 0 पर संपूर्ण व्यंजक 0 हो जाएगा इसलिए ऊपरी सीमा और निचली सीमा पर यह व्यंजक लुप्त हो जाएगा तो यह 0 पर जाता है लेकिन यहाँ दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमारे पास है तो आपके स्ट्रेन के अलावा और कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ ठीक है और यहाँ dr का इंटीग्रेशन यह मुझे देता है और समग्र dr 0 से D 2 की सीमा के साथ यहाँ रहता है ठीक है तो अगर हम आगे बढ़ते हैं हम लिख सकते हैं कि यह वास्तव में वॉल शीयर स्ट्रेस का एक फंक्शन है तो आइए देखें कि हम यह कैसे कर सकते हैं तो आइए पहले हम फ्रिक्शनल फाॅर्स और वॉल शियर स्ट्रेस को संतुलित करें तो आपके पाइपलाइन फ्लो गैस लिक्विड पाइपलाइन फ्लो के मामले में हमने पहले ही इस तरह का विश्लेषण किया है तो गुणा जो कि फ्रिक्शनल फाॅर्स है वास्तव में के बराबर है तो वास्तव में आपकी परिधि है और फिर पाइप की लंबाई को वॉल शियर स्ट्रेस से गुणा किया जाता है ठीक है इसलिए यदि आप इसे बैलेंस करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि और कुछ नहीं बल्कि है तो मैं क्या कर सकता हूं मैं हमेशा ताऊ को के पदों में बदल सकता हूं तो पहले से ही हमारे यहाँ पर आप dr देख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर बदल सकते हैं कि यहाँ पर का क्या मान है तो यहाँ हमारे पास है आप यहाँ से देखते हैं यदि आप यह पता लगा रहे हैं कि r का मान क्या है होगा तो हमने दिया है तो यह है और यदि आप के विरूद्ध r का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपको 2l Pf D प्राप्त होगा तो यहाँ मैंने एक के स्थान पर dr लिखा है अब एक बार जब आप इसे सरल कर देते हैं तो आपको वह मिल जाएगा और यहां हमारे पास Pf है तो यह पूर्ण घन बन जाता है और फिर इंटीग्रेशन के अंदर 0 से D2 हो जाता है यह है ठीक है अब वॉल के लिए हम जानते हैं कि r D 2 पर वाल शियर स्ट्रेस पर जा रहा होगा तो इस समीकरण का पालन करते हुए को एक बार फिर से लिखा जा सकता है इसे के रूप में लिखा जा सकता है तो हम क्या कर सकते है इस व्यंजक Pf में को प्रतिस्थापित कर सकते है तो यह है पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखें न्यूटोनियन स्लरी के मामले में हम लैमिनार न्यूटोनियन को जानते हैं तो हम जानते हैं तो आइए हम इस को यहाँ इस से बदलें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा

तो ठीक है एक बार जब हम इंटीग्रेशन के लिए जाते हैं तो मुझे मिलता है ठीक है और आप जानते हैं और में रद्द करने पर यह मुझे देता है ठीक है तो अंततः हम प्राप्त करते हैं यदि हम एक बार फिर के संबंध में इस को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिल रहा है ठीक है आप इस व्यंजक से भी का मान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो आता है तो यह और के लिए व्यंजक है ठीक है तो आइए जल्दी से गणना करें कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या है हम सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर फ्रिक्शन फैक्टर f वास्तव में है तो थोड़ा सा सरलीकरण और और का मान यहाँ रखने पर आप समझ रहे होंगे कि यह आता है ठीक है तो अंततः यह बन जाता है ठीक है तो यह मिश्रण रेनॉल्ड्स नंबर मिश्रण के डेंसिटी और मिश्रण की विस्कोसिटी का पालन करेगी तो अगर हम इसके नॉन न्यूटोनियन संस्करण के लिए जाते हैं तो यहां मैंने आपको 3 अलग अलग नॉन न्यूटोनियन मॉडल पावर लॉ बिंघम प्लास्टिक मॉडल और हर्शल बकले मॉडल दिखाये है तो हम सभी फ्लूइड मैकेनिक्स से जानते हैं कि पावर लॉ मॉडल के लिए बिंघम प्लास्टिक मॉडल के लिए हर्शल बकले मॉडल के लिए तो हम इन सभी चीजों को पिछले इंटीग्रेशन में डालते हैं जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया है वह अंततः यह प्राप्त करेगा कि यह f इस नॉन डायमेंशनल अनुपात में 16 Reb है जहां आप देखते हैं कि हमारे पास यहां आपका हेडस्ट्रॉम नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर वर्णन में आ रहे हैं ठीक है इसी तरह पावर लॉ हमें Rep मिल रहा है जो आपके रेनॉल्ड्स नंबर के अलावा और कुछ नहीं है और यहां यह फंक्शन है जिसमें पद n शामिल है जो पावर लॉ मॉडल की विशेषता है इसी तरह हर्शल बकले के लिए आप देखते हैं कि अंत में f मिल रहा है वास्तव में यह पद है जहां आप देखते हैं कि p एक पैरामीटर है जो मॉडल से आ रहा है और भी यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये हर्शल बकले के लिए मोडल पैरामीटर हैं ठीक है आइए आगे लैमिनार से टुर्बुलेंट की ओर चलते हैं टुर्बुलेंट फ्लो के मामले में हम इसका पता लगाएंगे कि प्रसिद्ध कोरिलेसन चर्चिल कोरिलेसन का उपयोग फ्रिक्शन फैक्टर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तो चर्चिल ने उल्लेख किया है कि है ठीक है यहाँ a और b ये वास्तव में यहाँ दिए गए हैं जैसे ठीक है जहाँ c रेनॉल्ड्स नंबर पर निर्भर है और ट्यूब की रिलेटिव रफनेस e d है ठीक है एक बार जब आप फ्रिक्शन फैक्टर को जान लेते हैं तो मीन वेलोसिटी प्राप्त करना भी आवश्यक हो जाता है तो जिसने वास्तव में उस मीन वेलोसिटी का प्रस्ताव दिया है जहां u स्लरी वेलोसिटी है स्लरी वेलोसिटी को के रूप में लिखा जा सकता है अब देखते हैं कि ये पद क्या हैं तो um और कुछ नहीं बल्कि लिक्विड के एक्विवैलेन्ट फ्लो की मीन वेलोसिटी है ठीक है फिर अल्फा रियोलॉजिकल फैक्टर है ठीक है विभिन्न फ्लुइड्स के लिए अल्फा का पता लगाया जा सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ गामा केंद्रीय कोर के चपटे होने के कारण मीन वेलोसिटी में कमी के द्वारा दिखाया जाता है तो नॉन न्यूटोनियन के मामले में आप पाएंगे कि यहाँ केंद्रीय कोर का चपटापन है ताकि गामा उसका ख्याल रखे तो गामा के रूप में लिखा जा सकता है जहां के अलावा और कुछ नहीं है और कुछ नहीं बल्कि एक बार फिर यील्ड स्ट्रेस है जिसका भौतिकवादी गुणों से पता लगाया जा सकता है और अल्फा जो कुछ भी मैंने बताया है यहां रियोलॉजिकल गुण या फैक्टर हो सकते हैं जो चर्चिल ने विभिन्न फ्लुइड्स के लिए प्रस्तावित किया है हर्शल बकले पावर लॉ फ्लुइड और बिंघम फ्लुइड जेटा के विभिन्न फंक्शन और रियोलॉजिकल पैरामीटर ठीक है तो आइए हम हिटेरोजीनियस स्लरी पर चलते हैं तो इस होमोजीनियस स्लरी के बाद हम सभी जानते हैं कि हमारे पास बहुत तेज वेलोसिटी की होमोजीनियस स्लरी होगी फिर एक बार वेलोसिटी कम होने पर हमें पता है कि हिटेरोजीनियस स्लरी आता है फिर धीरे धीरे वेलोसिटी में और कमी आपको मूविंग बेड फिर स्थिर बेड देगी और किसी समय हमारे पास बहुत कम वेलोसिटी होगी आप पाएंगे कि पाइप पूरी तरह से सॉलिड से भरा हुआ है ठीक है अब यहां हमारे पास कुछ विशिष्ट बाउंड्री वेलोसिटी हैं जो होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस और हिटेरोजीनियस और बेड के बीच अंतर दिखाएंगे ठीक है जहां भी सॉलिड नीचे गिरना या जमना शुरू होता है ठीक है तो आइए समझते हैं कि um1 और um2 क्या है तो 1955 में न्यूइट 1955 में न्यूइट एट अल उन्होंने यह विचार दिया है कि um1 और um2 क्या होंगे उन्होंने प्रस्तावित किया कि होगा इसलिए यह Vs जो एक बार फिर से सॉलिड लोडिंग है और उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया है कि um2 को आपके सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी के अनुपात और कुछ महत्वपूर्ण कारक k1 k2 k3 k4 k5 के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है और उसने इसे 1 माइक्रोन व्यास वाले कण के लिए दिया है ठीक है उन्होंने um2 को इस कोरिलेसन के रूप में प्रस्तावित किया है जो विभिन्न Ks 5 Ks और s पर निर्भर है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं हम पैरामीटर्स और गुणों के आधार पर मालूम कर सकते हैं कि यह होमोजीनियस या हिटेरोजीनियस स्लरी होगी ठीक है आगे आइए हम हिटेरोजीनियस स्लरी के लिए प्रेशर ड्रॉप की गणना देखें जो हमने आपके होमोजीनियस स्लरी में दिखाया है तो मुख्य रूप से हम टू लेयर मॉडल नामक मॉडल का पालन करते हैं तो टू लेयर क्यों क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास अब हिटेरोजीनियस हैं वहाँ कुछ पाइपलाइन बेड पर सॉलिड्स का एक प्रकार का जमाव होगा तो यह सॉलिड बेड है और यहाँ हमारे पास यह कमोबेश बहती हुई स्लरी है ठीक है इसलिए हमने इसे 2 अलग अलग वर्गों में माना है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें 2 अलग अलग खंड हैं हम इस मिश्रण की वेलोसिटी को क्रमशः um2 और um1 नाम दे रहे हैं मान लीजिए कि यह बेड जो पहले से ही जमा हुआ है और पाइपलाइन के केंद्र से 2 थीटा कोण बना रहा है ठीक है तो यहाँ आप देखते हैं कि यह बेड वास्तव में पाइपलाइन के आर्क की इस s2 भाग से संपर्क कर रहा है वही स्लरी वाला ऊपरी भाग s1 भाग से संपर्क कर रहा है ठीक है अगर हम थोड़ा ज्यामितीय विश्लेषण करते हैं तो हम स्लरी की 2 लेयर्स के इन 2 क्षेत्रों द्वारा परिधि के साथ कॉन्टैक्ट लंबाई का पता लगा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप s1 को लिख सकते हैं और s2 को आप लिख सकते हैं ठीक है साथ ही हम यह भी दिखा सकते हैं कि जिस क्षेत्र पर यह जमा है आप जानते हैं कि स्लरी की ऊपरी परत और स्लरी की निचली परत को क्रमशः और के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है तो इन सभी चीजों की गणना पाइप लाइन के ज्यामितीय विन्यास से की जा सकती है हम यह भी देख सकते हैं कि यह रेखा जो कुछ और नहीं बल्कि दोनों परतों के बीच का जंक्शन है जिसे के रूप में लिखा जाता है इस रेखा की लंबाई को के रूप में लिखा जा सकता है तो सबसे पहले जो दिखाई देगा वह है कॉन्टैक्ट लोड कॉन्टैक्ट लोड अल्फा c है तो कॉन्टैक्ट लोड अल्फा c को अल्फा s2 माइनस अल्फा s1 गुणा a2 a के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ठीक है यहां सभी पैरामीटर ज्ञात हैं तो आप कॉन्टैक्ट लोड का पता लगा सकते हैं फिर मिश्रण वेलोसिटी और प्रेशर ड्रॉप का पता लगाने के लिए आप मिश्रण वेलोसिटी को देखते हैं जिसे के रूप में लिखा जा सकता है तो ये um1 और um2 लेयर्स की वेलोसिटी हैं और क्षेत्र के अनुरूप हम पहले ही बता चुके हैं अब यदि आप प्रेशर ड्रॉप पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यह निचले हिस्से के संपर्क के लिए योग ऊपरी हिस्से के संपर्क के लिए होगा और फिर एक कॉन्टैक्ट लोड होगा जिसे fz कहा जाता है तो फिर भाग A ⍴l g वर्णन में आ रहा होगा अब कॉन्टैक्ट लोड को एम्पिरिकल रूप से पता लगाने की आवश्यकता है तो शुक और रोको ने 1991 में यह एक्सप्रेशन कॉन्टैक्ट लोड के लिए दिया है तो आप यहां देखते हैं कि सब कुछ अल्फा s1 अल्फा s2 के मान पर निर्भर है जो आप जानते हैं कि अल्फा 2 लेयर के लिए अलग अलग लोडिंग है इसके साथ साथ हमारे पास थीटा s पैरामीटर हैं तो थीटा 2 थीटा हैं इन कोणों में तो हमें इसका आधा लेने की जरूरत है ठीक है तो fc यहाँ पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यह कॉन्टैक्ट लोड के लिए फ्रिक्शन फैक्टर है तो आमतौर पर हम पाते हैं कि fc 042 से 05 के बीच है ठीक है तो यह वह मॉडल है जिसके इस्तेमाल से आप 2 लेयर मॉडल के कॉन्टैक्ट लोड का पता लगा सकते हैं तो आइए इस व्याख्यान को संक्षेप में बताते हैं हमने सॉलिड लिक्विड स्लरी फ्लो के विभिन्न फ्लो प्रवर्ति का वर्णन किया है होमोजीनियस स्लरी में हमने लेमिनार टुर्बुलेंट और न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन स्लरी मानते हुए प्रेशर ड्रॉप का पता लगाया है और अंत में टू लेयर मॉडल का उपयोग करके हिटेरोजीनियस स्लरी के लिए हमने दिखाया है कि प्रेशर ड्रॉप की गणना कैसे की जा सकती है ठीक है आइए इस व्याख्यान के अंत में आपकी समझ का परीक्षण करें पहला प्रश्न है जैसे जैसे कर्रिएर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ती है तो हम कोन से प्रवर्ति में बदलाव का निरीक्षण करते है अतः कैरिंग लिक्विड अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो पहला उत्तर है होमोजीनियस से हिटेरोजीनियस दूसरा हिटेरोजीनियस से होमोजीनियस तीसरा मूविंग बेड से प्लग पाइप और चौथा है मूविंग बेड से स्थिर बेड ठीक है तो सही उत्तर है भाग b हिटेरोजीनियस से होमोजीनियस आशा है कि आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा प्रश्न संख्या 2 स्लरी का वोलूमेट्रिक फ्लो रेट किसके समानुपाती होता है तो वोलूमेट्रिक फ्लो रेट v डॉट m के समानुपाती है हमारे पास 4 उत्तर हैं D 1D D2 और D4 ठीक है तो हम पहले ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट व्यंजक दिखा चुके हैं तो आप पाते हैं कि यह D4 के समानुपाती है तो अंतिम प्रश्न 2 लेयर मॉडल में कांटेक्ट लोड समानुपाती होता है ठीक है अतः आपको सभी विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है तो हमारे पास विकल्प है अल्फा s1 अल्फा s2 अल्फा s2 अल्फा s1 और अल्फा s2 अल्फा s1 तो ये अल्फ़ा अलग अलग सॉलिड लेयर के लिए अलग अलग लोडिंग फ्रैक्शंस हैं ठीक है 2 लेयर मॉडल में इसलिए मुझे लगता है कि पिछली से पिछली स्लाइड में मैंने आपको सही उत्तर दिखाया है जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं तो जाहिर तौर पर इसका सही जवाब होगा अल्फा s2 अल्फा s1 तो ठीक है इस समझ के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ धन्यवाद